गुड मॉर्निंग विपणन के अनुसंधान और विश्लेषण की कक्षा में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हमने केस स्टडी और वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में चर्चा की थी हम अनुसंधान त्रुटि भाग को कवर नहीं कर पाए थे जो हम आज के सत्र करेंगे अनुसंधान त्रुटियाँ जो हमेशा किसी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में होती हैं और हम प्राथमिक और माध्यमिक डेटा के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है पहले डेटा क्या है समझते हैं फिर डेटा विश्लेषण जैसे विषय हैं डेटा विश्लेषण हर जगह हैं और इस डेटा का मतलब क्या है तो डेटा कुछ ऐसा है जैसा आप जानते हैं कि जानकारी का एक टुकड़ा है जानकारी का एक टुकड़ा या सही जानकारी इसलिए इन सूचना बिट्स का वास्तव में तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इसे एक साथ नहीं ला सकते हैं और इसका कुछ वास्तविक अर्थ निकाल सकते हैं तो कोई डेटा कैसे एकत्र करता है या कोई भी यहां तक कि कोई भी शोधकर्ता जो डेटा एकत्र करता है बहुत महत्वपूर्ण है आप किसी भी अध्ययन में इसका बड़ा महत्व है तो आइए देखें कि इसका वास्तव में क्या मतलब है डेटा कहां से आता है यह कहते हैं डेटा हर जगह से आता है उदाहरण के लिए बीमा कंपनियों में दावा आप दवाओं प्रक्रियाओं डाइग्नोसिस में जनसांख्यिकीय डेटा उत्पादकता डेटा के साथ या मान लीजिए जनगणना लेते है जहां लोगों के आंकड़े उपलब्ध हैं विभिन्न धर्मों अलग लिंग और उनके आय वर्ग का सभी डेटा है तो डेटा हर जगह हैं सवाल यह है कि जिस प्रकार का डेटा किसी भी शोधकर्ता को आवश्यक हैं यह एक प्रमुख प्रश्न है तो प्राथमिक डेटा इसलिए दो प्रकार के डेटा हैं एक प्राथमिक है और दूसरे को माध्यमिक कहा जाता है अब दोनों का अपना महत्व है प्राथमिक जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह बुनियादी डाटा हैं इन्हें समझने के लिए बुनियादी डेटा की उत्पत्ति शोधकर्ता द्वारा विशिष्ट के लिए की जाती है मान लीजिए कि आपके पास एक समस्या है जैसा कि हमने कक्षा में पहले चर्चा की थी हर समस्या अलग है कोई सोच सकता है कि यह समस्या किसी अन्य समस्या के समान है समान हो सकती है लेकिन यह समान नहीं है इसलिए जब भी शोधकर्ता किसी विषय पर डिजाइन या काम कर रहा हो तो उसे यह समझना होगा कि यदि उसके हाथ में कोई विशेष समस्या है तो डेटा की आवश्यकता अलग या अलग तरीके से की जानी चाहिए या अलग से एकत्र की जानी चाहिए तो यह आपके विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है आप शोध के उद्देश्य को जानते हैं अगर आपको याद है कि मैंने किसी एक कक्षा में कहा है समस्या की परिभाषा के बिना या समस्या को ठीक से संबोधित किए बिना कोई शोधकर्ता ठीक से शोध नहीं कर सकता तो आइए समझते हैं कि प्राथमिक डेटा के संग्रह में विपणन अनुसंधान प्रक्रिया के सभी छह चरण शामिल हैं अब छह चरणों के बारे में बात कर रहे हैं मूल रूप से जिनके साथ आप शुरू करते है आप समस्या को जानते हैं और फिर डिजाइन फिर संग्रह सभी कदम का एक साथ रिपोर्ट तक रिपोर्ट लेखन विश्लेषण और अंत में रिपोर्ट तो चलिए इसे लेते हैं इसलिए प्राथमिक स्रोत का वर्गीकरण कोई भी डेटा जो सीधे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है क्षेत्र या अनुसंधान का दायरा या सीधे प्रतिवादी से यह प्राथमिक शोध हैं तो मूल रूप से अवलोकन क्या हैं इसलिए आप प्रतिभागी या प्रतिवादी का निरीक्षण करते हैं जैसा कि आपने अपने खोजपूर्ण शोध में पहले की प्रोजेक्टिव तकनीकों में किया था आपने अनुमान लगाया कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की तरह पूछकर किसी को समझते हैं और समझ कर कि वह किसी और की परियोजनाओं के बारे में क्या कह रहा है उसके खुद के विचार किसी के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहे है लेकिन यह समझने का एक तरीका है फिर साक्षात्कार विधि हमने एक विशेष मामले में डेप्थ इंटरव्यू कहा जहां साक्षात्कार किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ का लिया जाता है ताकि हम रक्षा या चिकित्सा के कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें यह राजनीति हो सकती है सर्वेक्षण वास्तव में बहुत लोकप्रिय विधि है कभी कभी आप जानते हैं कि प्रश्नावली सर्वेक्षण में जाती है इसलिए सर्वेक्षण इस अर्थ में बहुत लोकप्रिय है कि आप उत्तरदाताओं के एक बड़े पूल से डेटा एकत्र करने का प्रयास करते हैं और एक प्रश्नावली के माध्यम से और अंत में प्रयोगशालाओं में प्रयोगों से या कुछ प्रयोग जो आप किसी विशेष क्षेत्र यहां तक कि खेल में कि कैसे एक विशेष दवा एथलीट पर काम करती है एक तरह का प्रयोग हो सकता है तो मैं इस मामले से शुरू करता हूं यह वास्तव में बहुत लोकप्रिय मामला है हालांकि यह बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि यह व्रिगली Wrigleys एक च्यूइंग गम है व्रिगली की च्युइंग गम यह 1891 में था कि विलियम व्रिगली मैं इसे शुरू किया था इस आप जानते हैं कि यह उस समय क्या कर रहा था वह साबुन और बेकिंग पाउडर बेच रहा था और वह च्युइंग गम दे रहा था एक नि शुल्क प्रोत्साहन के रूप में उस समय महिलाए केवल च्युइंग गम चबाती थी लेकिन विलियम ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रवृत्ति देखी उन्होंने देखा उसके उत्पाद साबुन और बेकिंग पाउडर वास्तव में अच्छे होने के कारण नहीं बिक रहे हैं लेकिन वे इस मुफ्त प्रोत्साहन च्युइंग गम के कारण बेचे जा रहे थे शायद यह वह उत्पाद है जो मुख्य उत्पाद की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया है इसलिए वह दो अलग अलग ब्रांडों को लेकर आया एक स्वीट 16 नारंगी और लोट्टा गम इसलिए उन्होंने इस प्रवृत्ति को देखा कि एक संभावित उत्पाद है जो 1893 में उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है व्रिगली Wrigleys सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के साथ आया थे व्रिगली का पुदीना और रसदार फल और सभी जानता है कि यह इतिहास बन गया एक क्लासिक केस विपणन में कैसे एक उत्पाद लोकप्रिय हो गया और अगर एक अनुसंधान प्राथमिक आंकड़ों के माध्यम से नहीं हो सकता है तो वे कभी इस उत्पाद के संभावित पोटेंशियल को समझ नहीं सकते अब प्राथमिक डेटा के क्या फायदे हैं जैसा कि मैंने कहा डेटा क्षेत्र से एकत्र किया जाता है जाहिर है आप यह जानते हैं इसलिए जब आप समस्या को परिभाषित कर रहे हैं व्याख्या बेहतर हो जाती है तो आप समस्या को जानते हैं आप अपने उद्देश्य के अनुसार डेटा इकट्ठा करते है तो हमारी व्याख्या ज्यादा बेहतर होंगी सही मुद्दे अनुसंधान के मामले को अधिक विशिष्ट हैं यह बेहतर तरीके से संबोधित किए जा सकते हैं तीसरे बात है कुशल खर्च जानकारी के लिए समय संसाधन और पैसा किसी भी अनुसंधान के लिए दो कमी है तो इन दो संसाधनों का ध्यान से उपयोग किया जा सकता हैं कोई यह नहीं कह सकता कि मैं 6 साल 7 साल 10 साल से यह अनुसंधान कर रहा हूँ यह बुनियादी शोध में संभव है लेकिन अनुप्रयुक्त अनुसंधान में हमेशा अल्पकालिक होता है आप समय अवधि जानते हैं इसलिए शोधकर्ता को यह समझना होगा कि समय और पैसा दोनों एक बाधा हैं और बुद्धिमानी से खर्च करना होगा अगर आप एक समस्या है के समाधान में बहुत अधिक समय लेते हैं जैसे की अगर आप अनुप्रयुक्त अनुसंधान कर रहे हैं तो हो सकता है की उपभोक्ता की प्रवृत्ति पूरी तरह से बदल जाये हो सकता है कि जब तक आपका शोध समाप्त हो तब तक उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति बदल जाये और आपका उत्पाद अब वैध न रह जाये आपके पास अपने शोध पर अधिक नियंत्रण होगा क्योंकि आपने उस उपकरण को डिज़ाइन किया है और आपने अपने सैम्पल्स को एकत्र कर रखा है और इससे आपके पास एक बेहतर नियंत्रण भी होगा सेकेंडरी डाटा एक प्राथमिक डेटा होता है जो पहले ही एकत्रित किया जा चुका है यह डाटा पहले से ही समस्या के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए एकत्र किया गया है जैसा कि मैंने कहा कि हर शोध अलग है आपकी समस्या बहुत विशिष्ट होती है लेकिन हो सकता है की किसी ने इसी तरह की स्थिति में पहले अध्ययन किया हो तो आप यह आंकड़े आप के लिए उपयोगी हो सकते है अनुसंधान के लिए यह त्वरित है क्योंकि पहले से ही एकत्र किया गया और यह सस्ता भी होता है सेकेंडरी डेटा का उद्देश्य पिछले अध्ययनों जैसे अन्य स्रोतों से प्रासंगिक जानकारी निकालना है उदाहरण के लिए मान लें कि एक कंपनी जानना चाहती है कि चॉकलेट के किसी विशेष ब्रांड का भविष्य क्या होगा इसके लिए वह अन्य कंपनियों के पिछले रिकॉर्ड देख सकते हैं जिन्होंने बाजार में कुछ इसी तरह के योग किए हैं की वे सफल रहे या विफल और ऐसा क्यों हुआ था उनकी वितरण प्रणाली उन्होंने किन कीमतों का प्रबंधन किया उन्होंने उन उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया यह सब कुछ विस्तार से उस डाटा में होगा तो तथ्य निष्कर्ष शोध का समर्थन करने के लिए वर्णनात्मक जानकारी के लिए माध्यमिक डेटा महत्त्वपूर्ण है यह मॉडल्स के निर्माण में भी आपकी मदद करता है मॉडल मूल रूप से रिश्तों को निर्दिष्ट करते हैं उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ की जीवन कभी भी एक रैखिक संबंध नहीं है यह सामान्यता रैखिकता की जाँच करने के लिए है लेकिन सच्चाई यह है कि यह सच है यह रैखिक नहीं है आप यह नहीं कह सकते हैं कि A B को रैखिक फैशन में हर समय प्रभावित करता है यह एक करविलिनेअर भी हो सकता है तो मैं कह रहा हूं कि एक एकल संबंध नहीं हो सकता है जैसे A B को प्रभावित करता है बल्कि यह हो सकता है कि A B को प्रभावित करता है B C को प्रभावित करता है और फिर C D को प्रभावित करता है AD को भी प्रभावित करता है इसलिए यह कई रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं जो संपूर्ण अध्ययन को प्रभावित करे या जैसा कि मैंने कहा यह रेखीय नहीं हो सकता है बल्कि वें कोणीय हो सकता है या यह रैखिकआप संबंध जानते हैं तो इस तरह की घटनाओं में मॉडल निर्माण हो जाता है अंत में डाटा खनन है जो कंप्यूटर के माध्यम से डेटा एक्सप्लोरिंग है तो अब आपने देखा है कि उदाहरण के लिए सोशल साइट्स जैसे फेसबुक या ट्विटर आप सैमसंग डेटाबेस देख सकते हैं या IBM डेटाबेस जो कुछ भी आप साइटों के बारे में सोचते हैं वहां ट्वीट्स या कमेंट की संख्या n है इन टिप्पणियों के माध्यम से हम बाजार की प्रवृत्ति समझ सकते हैं उदाहरण के लिए आपने ई कॉमर्स साइट देखी होगी जब आप किसी ई कॉमर्स साइट से कुछ खरीदते हैं या आपने रुचि दिखाई है या आप कुछ अन्य साइट पर कुछ चेक करते है तो आपको ऐसे उत्पाद दिखाई देंगे जो आपके बहुत करीब हैं आपको यह पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन सच यह है कि कोई आपकी ट्रैकिंग कर रहा हैं अवलोकन तरीकों या ट्रेस विश्लेषण तो ट्रेस विश्लेषण जहां हर प्रतिवादी एक निशान छोड़ता है जैसे की वे कहते हैं कि अपराध के बाद संदिग्ध ट्रेस छोड़ता है यह समझने के लिए पर्याप्त है कि उसकी प्रेरणाएँ क्या हैं उसके अंतर्निहित इरादे क्या हैं उसकी विचार प्रक्रियाएँ क्या हैं उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है सब कुछ इसलिए यह रुझानों की सही खोज करने में मदद करता है इसलिए मैंने कुछ सेकेंडरी डेटा का उदाहरण दिया है काउंटी सरकारें निगरानी डेटा नेशनल स्टेटिस्टिक्स जैसे क्लीन स्कूल अब यह मामला बहुत दिलचस्प हैं कई देशों में एजिंग आबादी उच्च होती जा रही है हमारी भारतीय अपवाद हैं बल्कि हमारे पास युवाओं का एक बड़ा पूल है लेकिन दुनिया के कई देशों जैसे जापान यूएसए और अन्य उच्च आयु वर्ग की समस्या का सामना कर रहे हैं इसलिए जब उच्च आयु वर्ग की जनता आने वाली है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में उनके लिए तैयार हो रहे होंगे इसमें बाजार तैयार करने में समय लगता है राष्ट्र तैयार करने के लिए ऐसी स्थिति में युवा श्रमिकों की कमी होती है यह एक संभावित समस्या है तो कंपनियां समाधान के साथ आए कि भविष्य में लोगों की क्या आवश्यकता होगी उदाहरण के लिए यह फास्ट फूड रेस्तरां जैसे एक उच्च स्पर्श से स्थानांतरित हो गए हैं जिसका अर्थ है कि एक व्यक्तिगत सेवा एक उच्च तकनीक सेवा के अधिकार में है तो अब यहां क्या हो रहा है स्पर्श स्क्रीन कियोस्क एक लोकप्रिय प्रवृत्ति है जोकि एक नया अवसर प्रदान करता है श्रम लागत कटौती करके और ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए इसलिए जब श्रमिकों नहीं हो स्वचालित रूप से आप को विकसित करना है अगर आप विकसित नहीं हैं तो आप मशीन प्रौद्योगिकी पर निर्भर है यही कारण है कि चारों ओर दुनिया में रोबोटिक्स और दैनिक जीवन में रोबोट के उपयोग पर अनुसंधान हो रहे है प्राथमिक और द्वितीयक डेटा की तुलना जैसा कि आप समझ चुके थे कि संग्रह समस्या के उद्देश्य के लिए है और यह अन्य समस्याओं के लिए है इसलिए यह बहुत शामिल है इसका मतलब है कि आप प्रक्रिया का हिस्सा हैं क्योंकि जाहिर है यह वहाँ हैं और आपको इसे प्राप्त करना है संग्रह लागत अधिक है आपको यात्रा करनी है आपको क्षेत्र में जाना है या आपको प्रतिवादी को भुगतान करना है यह तुलनात्मक रूप से प्रति यूनिट लागत कम है और यह लंबा और यह छोटा है लेकिन उससे प्राथमिक डेटा एक कमजोर मामला नहीं बनता है बल्कि यह एक मजबूत मामला है माध्यमिक डेटा की कुछ सीमाएं हो सकती है अब फायदे से शुरू करते हैं महंगा और समय बचाने के लिए पहिया को फिर से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही किसी के द्वारा किया गया है इसलिए यदि यह आपकी समस्या या आपके बाकी विषय के करीब है तो आप इसका अनुसरण या उपयोग कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप आप दुर्भाग्यपूर्ण डिस्कवरी कर सकते हैं अब जो कुछ आप महसूस कर सकते हैं कि क्या उन आंकड़ों को क्रंच करके या प्रवृत्ति का विश्लेषण करके आप बाजार में प्रवेश कर सकते है उदाहरण के लिए बाजार में एक ऐसा कदम है की लोग अनुकूलित जूते खरीदना चाहते हैं अब यह संभव हो सकता है दिन ब दिन मोटापे की समस्याओं के साथ चिकित्सा समस्याओं के कारण लोगों को जूते का सही फिट नहीं मिल रहा है कंपनियों को यह एहसास है कि यह एक नए संभावित क्षेत्र हो सकता है जहाँ नए ग्राहक मिल सकते है उदाहरण के लिए रंग उद्योग एशियन और बर्जर पेंट वे विज्ञापन करते हैं कि आप अपने स्वयं का रंग बना सकते हैं इसलिए वे विकल्प देते है और वे खुद का रंग बनाने के लिए आप से पूछते है और फिर आप कह सकते हैं कि आपको क्या पसंद है इसलिए ये कुछ फायदे हैं अब क्या नुकसान हैं शायद यह एक उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया है जो आपकी आवश्यकता से मेल नहीं खाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कभी कभी हमें समायोजन की आदत होती है और शोध समायोजन के बारे में नहीं है यह जानने के बारे में है इसलिए यदि आप समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरा शोध बहुत हद तक उसी के समान है जिसे मैं समायोजित कर सकता हूं कोई शोध समायोजन के बारे में नहीं है कृपया इसके बारे में बहुत सावधान रहें आप जो विश्लेषण करना चाहते हैं वह पुराना हो सकता है यह 2000 या 2005 में किया गया था और 2016 2017 में प्रवृत्ति बदल गई है अब यह प्रवृत्तियों स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है इस के लिए प्रवृत्ति पहले से ही बदल दी गई है जब व्यावसायिक कारणों से डेटा का चयन किया जाता है तो पहुंचना मुश्किल या महंगा हो जाता है इसलिए कभी कभी प्रति यूनिट लागत कम रहती है आप जानते हैं क्योंकि यह एक बड़ा डेटाबेस है तो एक प्रलोभन हो सकता है तो कभी कभी एकत्रीकरण प्रक्रिया जिस तरह से एकीकृत कर दी गई है डेटा अपनी जरूरत के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है उनको गुम डेटा मिलता हैं व्यक्ति ने पहले से ही शोध की हुई है और यदि आप इस डेटा डेटाबेस को लेते हैं तो आप को पता चलता है कि बहुत सारे डेटा गायब हैं अब आप इसके साथ क्या करेंगे इसलिए ये कुछ समस्याएं है इसलिए कुछ माध्यमिक डेटा को आंतरिक और बाहरी कहते हैं आप शब्द आंतरिक अंदर से मामले या कुछ बाहरी वातावरण से बाहरी समझते है आंतरिक अब हो सकता है कि तुम्हें कुछ आंतरिक रूप से पता हो जैसे कंपनियों के रिकॉर्ड जो उपलब्ध उपयोग करने के लिए तैयार है और इन को कुछ प्रसंस्करण की आवश्यकता है बाहरी रिपोर्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है यहां तक कि समाचार पत्र कम्प्यूटरीकृत डेटा बायस हैं जो आप दूसरों से ले सकते हैं सिंडिकेटएड सेवाएं क्या है सिंडिकेट सेवाएं मूल रूप से वे सेवाएं हैं उदाहरण के लिए संगठन में एक फर्म आदेश द्वारा की गई या संचालित की जाती हैं और वे इस डेटा को अपने पास रखते हैं और आपके अनुरोध पर या आपकी आवश्यकता के अनुसार वे आपको यह डेटा प्रदान करते हैं मैं ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा उदाहरण के लिए यह प्रकाशित सामग्री कहता है आप कुछ अन्य प्रकाशित सामग्री देख सकते हैं आप कुछ प्रकाशित सामग्री निर्देशिका अनुक्रमणिका सांख्यिकीय डेटा इत्यादि देख सकते हैं जनगणना कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ़लाइन डेटाबेस इंटरनेट पर जिनको मैं सामाजिक साइट कहता हूँ और सभी उपलब्ध है अब कंपनियों को यह अप्रयुक्त डेटा चाहिए और उन को समझने के लिए डेटा विश्लेषक की मांग बढ़ रही है और विपणन अनुसंधान विश्लेषक इस डेटा से समझ सकते हैं कि क्या एक नया चलन शुरू कर सकते हैं मान लीजिए एक खुदरा मालिक जैसे वॉलमार्ट को पता चलता है कि दिन के एक विशेष समय केवल लोग आ रहे हैं या दिन के विशेष समय में लोग बार्गेन कर रहे हैं उनकी एक प्रवृत्ति है और दिन के एक विशेष समय में वे अधिक आराम से हैं अगर यह बात मुझे पता चलती है तो शायद मैं उस समय में एक गतिशील मूल्य निर्धारण करूंगा जब वो आराम से हैं और अधिक समय तय होगा जब वे अधिक लचीला मूड में हैं तो यह सिंडिकेटर्स सोर्स है एक वाणिज्यिक मूल्य के लिए डेटा के सामान्य पूल ताकि आप किसी से खरीद सकें इसलिए यह पहले से ही किया जा चुका है इसलिए पहले से ही किसी के द्वारा नौकर एकत्र किये हैं ऐसा कुछ संगठन या सिंडिकेट करते है और आप उनसे कुछ कीमत पर खरीद सकते हैं अब यहाँ से अनुसंधान त्रुटि में जाना होगा एक शोधकर्ता को समझना होगा कि अनुसंधान में समस्याएं है या स्कोप या मैं कह सकता हूँ त्रुटियों कहाँ हो सकती है किसी शोध के दौरान त्रुटि कहाँ हो सकती है इसलिए यदि आप किसी त्रुटि के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि संपूर्ण परिणाम प्रभावित हो जाए कि खरीदार क्रीप हो सकते हैं तो संभावित स्रोत क्या है इसे देखें टोटल एरर को दो भागों में तोड़ा जा सकता है रैंडम और नॉन रैंडम अब इस रैंडम सैंपलिंग एरर और नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर को देखें रैंडम सैंपलिंग एरर कुछ ऐसा है जब आप डेटा को रैंडम ढंग से लेते हैं वे कुछ चयन समस्या हो सकती हैं इसलिए इसे बायस कहा जाता है जो प्रतिवादी को चुनने की प्रक्रिया में बनाया गया है फिर नॉन रैंडम या नॉन सैंपलिंग में आता है बिल्कुल नॉन रैंडम नहीं आप नॉन सैंपलिंग त्रुटि कह सकते हैं यह नमूने से जुड़ा है यह सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है मुझे आशा है कि यह स्पष्ट है तो नॉन सैंपलिंग में वहाँ कई प्रकार की बायस हैं उदाहरण के लिए रिस्पॉन्स बायस और फिर नॉन रिस्पॉन्स बायस और अब शोधकर्ता त्रुटि देखते हैं साक्षात्कारकर्ता त्रुटि और प्रतिवादी त्रुटि अब रिस्पॉन्स त्रुटि है सभी त्रुटियों के साथ जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से प्रतिक्रिया एकत्र की जा रही हैं यह शोधकर्ता से हो सकता है कि शोधकर्ता ने त्रुटि कैसे की आइए देखें कि एक सूचना सरोगेट सूचना त्रुटि है वहीं एक माप त्रुटि है जनसंख्या को गलत तरीके से परिभाषित करने वाली एक माप त्रुटि आपने जनसंख्या को परिभाषित भी नहीं किया है कि आपकी जनसंख्या क्या है मान लीजिए कि शोधकर्ता बहुत स्पष्ट नहीं है यह देखने में बहुत आसान है लेकिन जब आप अनुसंधान के किसी भी वास्तविक मामले में जाएंगे तो कभी कभी आबादी को भी समझने की जटिलता में आ जाएगी सैंपलिंग फ्रेम क्या है पहले हम समझते हैं कि सैंपलिंग फ्रेम क्या है यह कुछ भी नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि सैंपलिंग फ्रेम एक फ्रेम है एक स्रोत है जहां आप डेटा एकत्र करते हैं उदाहरण के लिए लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए टेलीफोन निर्देशिका या येलो पेज एक स्रोत है इसलिए यह सैंपलिंग फ्रेम है यह केवल एक फोटो फ्रेम की तरह है अंत में डेटा विश्लेषण त्रुटि अब लोग वास्तव में डेटा विश्लेषण त्रुटि के बारे में परेशान होते हैं यह केवल कई में से एक हैं अन्य त्रुटियाँ भी है लोगों को स्पष्ट होना चाहिए डेटा विश्लेषण त्रुटि उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सही शोध उपकरण किस प्रकार के सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए मान लीजिए कि एक परीक्षण करने के बजाय टी टेस्ट हमारे पास है एनोवा करने के बजाय और भिन्नता का विश्लेषण करने के लिए आप टी टेस्ट कर रहे हैं टी टेस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ कोई कारण नहीं है हालांकि यह किया जा सकता है कई टी टेस्ट कर सकते हैं एनोवा के रूप में और एंकोवा सह भिन्नता का विश्लेषण है इसी तरह से MONAVA पर कई निर्भर है या इसी तरह MOVCOVA अब आपकी आवश्यकता क्या है आप उसके अनुसार तय करेंगे प्रतिभागी कैसा होगा ये आप तय करेंगे साक्षात्कार लेने में आप गलत प्रतिवादी का चयन करने में गलती कर सकते हैं मान लीजिए कि आपको अब 40 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए डेटा एकत्र करना है और केवल पुरुष लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपने पुरुषों का डेटा एकत्र किया है जो 55 आयु वर्ग में है या 60 जो आपके डेटा में ठीक से फिट नहीं हो रहा है यह आपकी आवश्यकता नहीं है इसलिए सही प्रतिवादी का चयन करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है जहां आप गलतियाँ कर सकते हैं जो घातक त्रुटि हो सकती है अब आपने कैसे सवाल किया है इसका मतलब है के सभी प्रश्न वैध हैं सवाल सही फ्रेम में कहा गया है सही तरीके से किया है आपने प्रक्रिया अच्छे तरीके से बताई और समस्याओं को कैसे दर्ज किया है अब रिकॉर्डिंग है अनुसंधान करते वक्त आपने केवल यह सुना है और नीचे उल्लेख किया और बाद में जब आप आते हैं तो आप ने कुछ उल्लेख किया जो वास्तव प्रतिवादी ने नहीं कहा तो यह बड़ी समस्या है चीटिंग त्रुटि पर चर्चा नहीं करना चाहते हूँ हालांकि यह बहुत बड़ी समस्या हैं एक फर्म में सभी डेटा देने की कोशिश करते हैं या सभी प्रकार के अनुमान लेकिन वह सही नहीं है यह हो सकता है यह अंतर हो सकता है ठीक उसी प्रकार विद्वानों को डेटा को फुडजिंग करते देखा हैं यह अपराध है डेटा आप गलत डेटा नहीं डाल सकते हैं मान लीजिए आप को डेटा की समझ नहीं है या तो क्षेत्र पर वापस जाएं या अनुसंधान तकनीकों के माध्यम से जाकर आप उस समस्या को ठीक कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम गुम डेटा को संभाल सकते हैं यदि कोई गुम डेटा है या आपका डेटा सामान्य नहीं है तो आप सामान्य वितरण में परिवर्तित कर सकते हैं इसलिए अंत में प्रतिवादी त्रुटि अब प्रतिवादी जवाब देने की स्थिति में नहीं हो सकता है आप व्यक्ति से बहुत वैज्ञानिक सवाल पूछा जो उसकी समझ में नहीं आया है तो यह एक अक्षमता है या वह जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो आप को शोधकर्ता के रूप में बहुत सावधान रहना होगा यह कुल त्रुटि है जनसंख्या के वास्तविक माध्य मान और नमूना के बीच एक भिन्नता है जैसा की पिछली कक्षाओं में बताया गया था यदि आपको याद है तो जनसंख्या का मतलब यह नमूना माध्य x बार द्वारा दिया गया म्यू है इसलिए अब x बार म्यू वास्तव में 0 की ओर प्रवृत्त किया जाना चाहिए लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है लेकिन आप हमेशा उम्मीद करेंगे कि यह जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए और यदि कोई अंतर है उसे त्रुटि कहा जाएगा यह रैंडम सैंपलिंग त्रुटि है तो यह सैंपलिंग त्रुटियों के अन्य स्रोत हैं उदाहरण के लिए हम समस्या को परिभाषित कर रहे हैं और यह सब चीजें हैं और अब नॉन रिस्पांस त्रुटि देखते हैं नमूने में शामिल उत्तरदाता अच्छी तरह से जवाब नहीं देते है और प्रतिक्रिया त्रुटि तब पैदा होती है जब वे सही जवाब नहीं देते हैं उनको सही से रिकॉर्ड या विश्लेषण नहीं किया गया है प्रतिक्रिया त्रुटि सरोगेट जानकारी त्रुटि हो सकती है जैसा कि मैंने कहा जानकारी में विविधता की जरूरत है और जानकारी जो अनुसंधानकर्ता को चाहिए एक बार हमने लक्षण और समस्याओं के बारे में चर्चा की थी कृपया समझें तो यह है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आप ने हाथी की पूंछ पकड़ी हैं और अनुसंधानकर्ता कहने की कोशिश कर रहा कि यह हाथी नहीं हैं या हाथी एक रस्सी की तरह हैं तो आप को अंतर समझना होगा अनुसंधान समस्या की जरूरत क्या है और आपने क्या एकत्र किया है यह शोधकर्ता की कम समझ के कारण होता है तो यह उचित साहित्य की समीक्षा के माध्यम से सही किया जा सकता है जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी अधिक आप क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे उतना ही स्पष्टता बेहतर होगी इसी तरह माप त्रुटि आपने प्रक्रिया कैसे मापी जनसंख्या को सही तरीके से परिभाषित करना यह भी एक समस्या है जैसा कि मैंने कहा कि पुरुष के मामले में आप उच्च आयु वर्ग को जानते हैं इसलिए साक्षात्कारकर्ता द्वारा ये कुछ त्रुटियां हैं इसलिए प्रतिवादी चयन त्रुटि तब होती है जब साक्षात्कारकर्ता नमूना डिजाइन द्वारा निर्दिष्ट उत्तरदाताओं के अलावा अन्य उत्तरदाताओं का चयन करते हैं पूछताछ त्रुटि आपने कैसे पूछताछ की है जो हम ने भी चर्चा की हैं कि कैसे आप व्याख्या रिकॉर्डिंग और सुनवाई दर्ज करते हैं चीटिंग जवाब निर्माण करती है अगर कोई धोखा देना चाहता हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है वैश्विक रूप से उम्मीद की जाती है कि शोधकर्ता ईमानदार होना चाहिए लेकिन कोई अगर ईमानदार नहीं है तो यह एक समस्या है और यह सब इस सत्र के लिए धन्यवाद